आपका फिरसे स्वागत हे पिछले सत्र में हमने ट्रिप्स में हम भारत के लिए प्रासंगिकता के साथ स्थितियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए इस मॉड्यूल के साथ संवाद करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है अब हम एक के बाद एक चर्चा शुरू करेंगे अब प्रासंगिक भारतीय कानून पर ट्रिप्स की आवश्यकताओं को पूरा किया गया पेटेंट अधिनियम 1970 के पहले संशोधन को पेटेंट की अनुमति नहीं थी इसलिए मूल रूप से इन पेटेंटों समझौते के अनुरूप रखने की अनुमति दी गई थी 1970 अधिनियम का दूसरा संशोधन 2002 के पेटेंट समझौते के तहत मिलना आवश्यक था इसने 2001 तक संशोधित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन सहयोग संधि के साथ धीरे धीरे दो अलग अलग संशोधनों द्वारा संयुक्त हो गया एक बार फिर पेटेंट प्रदान करना शुरू करता है इस अंतिम संशोधन ने भारत को ट्रिप्स प्रदान करना शुरू करने के लिए पहुंच प्रदान करता है

इस अंतिम संशोधन ने भारत को ट्रिप्स के दायित्वों के साथ गठबंधन हो गया इसी तरह ट्रेडमार्क के अनुपालन में लाया गया था कॉपीराइट अधिनियम 1957 इन नियमों के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करता है बाद की चर्चाओं में हमारे पास इन शिकायतों के बारे में विवरण होंगे जैसे कि सम्मेलन और वे किस बारे में हैं और हम अंतिम चर्चा में हैं यदि आप याद करते हैं हमने चर्चा की है कि यदि सदस्य अन्य देशों से आ रहे हैं तो उन्हें प्राकृतिक और कानूनी संस्थाओं की तरह माना जाता है और आईपीआर जैसे विभिन्न सम्मेलनों के तहत चर्चा की गई है यह हम बाद के चर्चाओं में इन सम्मेलनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे दो नई संधियों जिन्हें सामूहिक रूप से इंटरनेट कलाकारों और उत्पादकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बातचीत की गई थी भारत इन समझौतों का पक्षकार नहीं है अब हम भारत की विशिष्ट स्थिति के बारे में बात करने जा रहे हैं क्या पेटेंट कराने से रोकता है जब तक कि आविष्कार से उस पदार्थ की ज्ञात प्रभावकारिता में वृद्धि न हो तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है इसलिए यदि हम प्रत्येक चरण को बेहतर बनाने के लिए पेटेंट प्राप्त करने जा रहे हैं तो यह शोध प्रगति कर सकता है इसलिए रासायनिक और दवा कंपनियों के मामले में हम इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा नहीं करने जा रहे हैं यह बौद्धिक संपदा प्रदान करेगा फिर ज्ञान साझा नहीं किया जा सकता है हम प्रगति नहीं कर सकते न ही हम इसे सुधारने के लिए अन्य शोध या प्रयोग शुरू कर सकते हैं तो इसे बचाने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि ये प्रावधान रासायनिक और दवा कंपनियों में मामूली सुधार पर रोक लगाते हैं जब तक कि इस पदार्थ की ज्ञात प्रभावकारिता को बढ़ाया नहीं जाता है यह किसी भी नई संपत्ति की मात्र खोज या किसी ज्ञात पदार्थ के नए उपयोग या किसी ज्ञात प्रक्रिया मशीन या उपकरण के मात्र उपयोग के पेटेंट देने के लिए चिकित्सीय प्रभावकारिता के रूप में व्याख्या की गई है इसलिए यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के कोण से बहुत महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि अगर हम आपके ज्ञान के हर हिस्से को सुरक्षित रखने जा रहे हैं और यदि आप दूसरों के साथ साझा नहीं करने जा रहे हैं यदि आप इसे प्रयोग करने पर दूसरों को प्रतिबंधित करने जा रहे हैं तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सामान्य रूप से पीड़ित हो सकता है इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इसकी रक्षा करना यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है हम चर्चा करेंगे कि भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं आगे हम उन शर्तों पर चर्चा करेंगे जिनके तहत भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत भारत को एक ट्रेडमार्क दिया गया है ट्रेडमार्क की परिभाषा का विस्तार पैकेजिंग आकार और रंगों के संयोजन को शामिल करने के लिए किया गया है जिसे ट्रेडमार्क के रूप में अपनाया जा सकता है माल के लिए व्यापार के निशान के अलावा व्यापार के निशान का पंजीकरण ट्रेडमार्क के समान पंजीकरण के लिए किसी अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं है प्रत्येक श्रेणी या वस्तुओं या सेवाओं के वर्ग के लिए एक ही आवेदन होगा तो हम समझते हैं तो कागजी कार्रवाई या संबंधित दस्तावेज प्रदान करने की कम परेशानी है हालांकि माल या सेवाओं के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग से फाइलिंग शुल्क लिया जाएगा इसलिए अगला हम यह देखने जा रहे हैं कि नकली सामान की बिक्री को रोकने के लिए कॉपीराइट अधिनियम 1957 के साथ ट्रेडमार्क से संबंधित अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा है ट्रेडमार्क के पंजीकरण की शर्तें नवीकरण के अधीन 10 वर्ष हैं इसके बाद संघों के स्वामित्व वाले सामूहिक अंकों के पंजीकरण की अनुमति है ट्रेडमार्क से संबंधित कुछ अपराधों को संज्ञेय बनाया गया भारत में सम्मेलन देशों के आवेदन का विस्तार इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कि जब ट्रेडमार्क की नकल हो जाती है या अपराध हो रहे होते हैं तो उसके लिए भी एक प्रासंगिक सजा है और इससे नकली सामानों की बिक्री को रोकने में मदद मिलती है अगला हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि भारत में एक औद्योगिक डिजाइन कैसे परिभाषित किया गया है डिजाइन या रासायनिक अलग या संयुक्त जो समाप्त लेख में अपील करता है और केवल आंखों से देखा जाता है हालांकि इसमें कोई भी निर्माण विधि या सिद्धांत शामिल नहीं है जो केवल एक यांत्रिक उपकरण है और इसमें धारा 5 में वर्णित कोई भी ट्रेडमार्क शामिल नहीं है जैसे कि व्यापार और व्यापार माल अधिनियम 1958 की धारा भारत की दंड संहिता की 2 धारा 479 या 1958 के कॉपीराइट अधिनियम 1957 43 की धारा 2 की धारा सी में परिभाषित कोई कलात्मक कार्य इसलिए जो हमें मिलता है वह डिज़ाइन को शामिल नहीं किया गया है

तो यह कुछ ऐसा है जो शामिल नहीं है और कुछ चीजें हैं जो विवरण में उल्लिखित नहीं हैं तो गैर पंजीकृत डिजाइनों की पहचान एक वर्गीकरण प्रणाली एक पंजीकृत डिजाइन के लिए दो साल की गोपनीयता अवधि को समाप्त करना अधिसूचना के बाद सार्वजनिक निरीक्षण का प्रावधान डिजाइन के पंजीकृत मालिक के अधिकारों का परिचय इसलिए यदि आपके पास एक डिज़ाइन है जो सौंदर्यवादी प्रकृति का है तो जो ऐसा है तो आप डिजाइन अधिनियम 1000 के तहत इसके संरक्षण के लिए जा सकते हैं तो संरक्षण की प्रारंभिक अवधि 10 साल के लिए होती है जो लैप्स डिज़ाइन की बहाली के अनुरोध और प्रावधान पर एक और पांच साल के बाद होती है इसलिए कि यह कलात्मक हो जाता है क्योंकि इसका कलात्मक मूल्य है इसलिए इसे संदर्भित किया जा सकता है तो उस गलत डिजाइन की बहाली का प्रावधान भी है इसके बाद हम कॉपीराइट सिद्धांत है यह अभिव्यक्ति का एक रूप है विचारों प्रक्रियाओं संचालन के तरीकों या गणितीय अवधारणाओं के लिए कोई कॉपीराइट के लिए लेखकों का जीवन है मालिक की मृत्यु के बाद अधिकार उसके या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के पास चला जाता है अब हम भारत के लिए ट्रिप्स में स्थापित नियमों में से कुछ पर सवाल उठाए हैं इन मुद्दों पर भारत को विश्व रुझानों की जांच करने और नियमित रूप से सूचित नीतिगत हस्तक्षेप विकसित करने की आवश्यकता है इसलिए इस चर्चा में हमने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि भारत ने क्या किया है इसलिए ट्रिप्स अधिनियम और व्यापार चिह्न अधिनियम के प्रावधान क्या हैं हमने कुछ चुनौतियों पर भी चर्चा की है जो वर्तमान में भारत का सामना कर रहा है और जहां इसे कमर कसने की जरूरत है इसलिए यह इन चुनौतियों का सामना कर सकता है और हमें इसपर मंथन करना होगा बाद की चर्चा में हम विभिन्न सम्मेलनों और पात्रता मानदंडों के बारे में चर्चा करेंगे हमने वर्गीकरण के लोकार्नो सिस्टम के बारे में चर्चा की है इसलिए चर्चाओं में से एक में हम इस बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए यह हमारे साथ संदर्भ बिंदु के रूप में बना हुआ है जिसे हम संदर्भित कर सकते हैं कि हम अपने खुद के आईपीआर के संरक्षण के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं अब इंजीनियरिंग विकसित करने का विचार है तो पेटेंट के लिए कहां जाएं आप क्या हैं यदि आप एक इंजीनियरिंग और नए उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए तत्पर हैं तो इस पहलू में यह इंजीनियरिंग व्यवसाय के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है जो शायद उत्पादों और सेवाओं को विकसित कर रहे हैं और खुद कुछ करने की सोच रहे हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं और दूसरी तरफ समाज को भी ऐसा करना चाहिए जनता के साथ बड़े पैमाने पर साझा करें ताकि उनके काम को पहचाना जा सके धन्यवाद